आपका मैट्ल्स इन बायोलौजी में पुनः स्वागत है हम रोचक एंज़ाइम मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस पर चर्चा जारी रखेंगे यह एंज़ाइम बैक्टीरियल बहूघटकीय मोनोऑक्सीजिनेस श्रेणी की होती हैं और जैसा हमने पिछली कक्षा में देखा यह हायड्रौक्सिलेस के लिए सक्रिय होती है यह मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस घुलनशील होती है और मीथेन को मिथेनॉल में परिवर्तित करने में सक्षम होती है इस एंज़ाइम पर स्थित दो आयरन केंद्र दो हायड्रोक्सी यूनिट द्वारा ब्रिज की संरचना के माध्यम से जुड़े होते है और इस एंज़ाइम की संपूर्ण संरचना में हिस्टडीन और कर्बोक्सीलेट इन आयरन केंद्रों से एकल सह संबंध या मोनो कोऑर्डीनेशन द्वारा जुड़े होते हैजो इसकी संरचना को संबल प्रदान करते है यहाँ इन दो में से एक आयरन पर जल का अणु भी होता है यदि इन दोनों ही आयरन केंद्र को देखें तो यह एक दूसरे से असममित होते है और यदि इसकी संरचना की तुलना हेमइरैथ्रिन से करें तो इनमें भी समानता होती है जैसे दोनों की संरचना में डाय न्यूक्लियर असममित होता है और इन दोनों पर स्थित लिगैण्ड की संख्या भी भिन्न होती हैं यदि हम स्लाइड पर स्थित इन सभी बीएमएम हायड्रॉक्सिलेस एंज़ाइम को देखें तो टॉलीन सबस्ट्रेट के साथ और MMO की संरचना में फर्क इनपर स्थित इनके आयरन केंद्र पर ब्रिज यौगिकों में होता है जबकि इनके लिगैण्ड की स्थापना लगभग एक दूसरे से समान होती है और यह दोनों एंज़ाइम हायड्रॉक्सीलेशन रासायनिक अभिक्रिया करते है यदि हम स्लाइड पर टॉलीन हाइड्रौक्सिलेस या टॉलीन 4 मोनोऑक्सीजिनेस को देखें और इसपर स्थित एक्टिव साइट की तुलना मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस से करें तो इनकी संरचना में बहुत कम फर्क होता है किंतु इनमें फर्क इनपर स्थित इनके आयरन केंद्र पर ब्रिज यौगिकों में होता है लेकिन इन तीनों की संपूर्ण संरचना में कोई विशेष फर्क नहीं होता इन तीन एंज़ाइमों के अतिरिक्त ऐल्कीन मोनोऑक्सीजिनेस एएमओ alkene monooxygenaseAMO और फिनैल हाइड्रौक्सिलेस एंज़ाइमों की संरचना और सक्रियता ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया को प्रोत्साहित करते है जैसे ऐल्कीन से इपौक्सी फ़िनौल बनाना और इसके पश्चात कैटीकॉल बनाना इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सिजन के अणुओं को मैटिल केंद्रओं द्वारा सक्रिय किया जाता है जो सबस्ट्रेट के निष्क्रिय C H बॉन्ड को क्रियाशील बना देता है ऐसा करने से मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंज़ाइम में ग्रीनहाउस गैस जैसे मीथेन को इसके उत्प्रेरक चक्र द्वारा मिथेनॉल में परिवर्तित करने की क्षमता होती है यह करने से पर्यावरण में उपस्थित मीथेन की बड़े मात्र को बायोमास में परिवर्तित कर देने की क्षमता होती है इसलिए इस मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंज़ाइम का संबंध बायोमास के उत्पादन और पर्यावरण में उपस्थित मीथेन पर अंकुश दोनों कार्यों के लिए अहम होता है यह एक बहूघटकीय एंज़ाइम है इसका तात्पर्य यह है की इसके कार्य के लिए कई घटक इसकी अतिक्रियाशीलता में सहयोगी होते है मीथेन को मीथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए यह सभी घटक प्रकृतिक रूप से पूर्णतः डिज़ाईन किए गए हैं यह मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंज़ाइम बहुत विशाल होती है और इसकी सबसे बड़ी रासायनिक अभिक्रिया हायड्राक्सीलेशन होती है जिसके द्वारा यह मीथेन को मीथेनॉल में परिवर्तित करता है हमने रिवर्ससिबल ऑक्सिजन बाइंडिंग और ऑक्सिजन का ऐक्टीवेशन में समानता भी देखी और यहाँ किस प्रकार एक ही एंज़ाइम इन दोनों कार्यों में सक्षम होती है ऑक्सिजन बाइंडिंग में यह सभी एंज़ाइम केवल ऑक्सिजन से बाइंड करने का कार्य करती है इसके अतिरिक्त यह ना तो सबस्ट्रेट से और ना कोई अन्य रासायनिक अभिक्रिया करती है बल्कि यह केवल रेडॉक्स अभिक्रिया करती है किंतु इन एंज़ाइम के समान इनकी सक्रिय स्पीशीज़ या इंटरमीडीएट ऑक्सिजन की उपस्थिति में इसका उपयोग या तो लिगैण्ड में थोड़ा परिवर्तन करने में और अगर इन पर कोई ऑर्गैनिक सबस्ट्रेट उपस्थिति हो तो फिर हमें अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है इसमें संश्लिष्ट कैमिस्ट को श्रेष्ठ अभिक्रियाएं देखने को मिलती है इन उत्प्रेरकी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझना और सुलझाना आज भी चुनौती पूर्ण कार्य है अगर यह अभिक्रियाएं सही मायने में उत्प्रेरकी व्यवस्था और संश्लिष्ट प्रयोगशाला या सिंथेटिक लैबोरैट्री में संभव हो तो यह उपलब्धि देश के लिए बहुत बड़ा आविष्कार साबित होगा यह अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो संभव है किंतु ना तो औद्योगिक स्तर पर और ना ही संश्लिष्ट व्यवस्था में यह संभव हो पता है लेकिन यह उत्प्रेरकी अभिक्रियाएं जैविक निकाय में नियमित और आसानी से संभव होती है जैविक व्यवस्था में यह शायद बड़ी दिलचस्प अभिक्रियाएं देखने में मिलती है यह बैक्टीरियल एंज़ाइम मिनर्ल स्प्रिंग के जल के सुंदर वातावरण में विकसित होते है हमने इंग्लैंड में स्थित बाथ शहर के पवित्र मिनर्ल स्प्रिंग की चर्चा की थी यह स्थान मिथाइलोकौकस बैक्टीरिया की उत्पत्ति का घर माना जाता है इसका जल इतना अच्छा होता है जो त्वचा को निर्मल कर देता है और त्वचा पर स्थित ब्लोचेस या सर्वाइकल इचिंग को समाप्त कर देता है इसलिए इसकी तुलना पवित्र जल से की जाती है यह जल कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है इस जल में उपस्थित मिथाइलोकौकस बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य बैक्टीरिया की भी उत्पत्ति होते है इस गर्म जल के स्रोत अपने इन्ही गुणों के कारण पर्यटकों के लिए महान लक्ष्य साबित होते है स्लाइड पर स्थित यह खूबसूरत छायाप्रति इसी पवित्र जलाशय के है अगर आपके पास समय हो तो यहाँ अवश्य जाए इस मिथाइलोकौकस बैक्टीरिया द्वारा त्वचा संबंधित रोगों के निवारण के साथ साथ पूर्ण मनोरंजन के स्थान के रूप में भी विकसित है इसके अतिरिक्त इस बैक्टीरिया द्वारा प्रकृतिक सुंदरता बनाए रखने के योगदान अत्यंत अहम साबित हुए है जैसा आपने देखा कि मीथेन से अभिक्रिया कर इसे मीथेनॉल में परिवर्तित कर यह बायोरैमिडिऐशन के कार्य करने में भी सक्षम होते है हमने 1989 में हुई ऐक्सऑन की दुर्घटना के परिणाम देखें जहाँ पानी के ऊपर मोटे तेल की परत कई वर्ग किलोमीटर में फैल गई थी जिससे प्रिन्स विलियम साउण्ड क्षेत्र में प्रदूषण की वजह से कई प्रकार के जीवजन्तु मारे गए थे जब इस प्रभावित क्षेत्र में बैक्टीरिया विकसित हुए तो यह देखा गया की कुछ विशेष बैक्टीरिया की कॉलोनी तेल को विघटित करने में सक्षम है इन्हें तेल भक्षण सूक्ष्मजीवि भी कहा जाता है यह कोई और नहीं बल्कि मिथाइलोकौकस बैक्टीरिया ही होते है यह बैक्टीरिया ही प्रिन्स विलियम साउण्ड क्षेत्र को पुनः विस्थापित कर इसके सौंदर्यकरण का कार्य कर रहे है यह एंज़ाइम या यह बैक्टीरिया जो इस एंज़ाइम की उत्पत्ति करते है न केवल मीथेन से अभिक्रिया कर इसे मीथेनॉल में परिवर्तित करने में सक्षम है बल्कि शायद इस पवित्र जल या गर्म जल स्रोत की प्रसिद्धि का करण भी है यह बैक्टीरिया बायोरैमिडिऐशन के कार्य करने में भी सक्षम होते है और तेल को विघटित कर इसे परिवर्तित कर लंबे समय के लिए इसके प्रभाव को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करते है अगर आप स्लाइड को ज़ूम करके देखें तो मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंज़ाइम के बायें ओर वाला चित्र स्पष्ट रूप से सभी एक्टिव साइट को दर्शाता है क्योंकि इसके क्रिस्टल की संरचना की पूर्ण जानकारी उपलब्ध है इस पहले चित्र बायें ओर वाला पर स्थित एक्टिव साइट को देखें तो इसपर 2 आयरन केंद्र 2 हायड्रौक्सो यूनिट के माध्यम से ब्रिज बॉंडिंग द्वारा जुड़े है इन दोनों आयरन केंद्रों पर स्थित बॉन्ड भिन्न होते है पहले बायें ओर वाला आयरन केंद्र को देखें तो इस पर जल का अणु होता है और इसके अतिरिक्त ग्लूटामेट यूनिट 114 एकल सह संबंध या मोनो कोऑर्डीनेशन द्वारा इस पहले आयरन से जुड़ा होता है इस आयरन पर एक हिस्टडीन यूनिट 147 भी कोऔर्डीनेशन द्वारा जुड़ा होता है लेकिन इसका दूसरा आयरन इससे भिन्न होता है इस दूसरे आयरन से 2 ग्लूटामेट यूनिट ग्लूटामेट 243 और ग्लूटामेट 209 अपने टर्मिनल छोर द्वारा जुड़े होते है और इसके अतिरिक्त इससे एक हिस्टडीन यूनिट 246 भी जुड़ा होता है यह दोनों आयरन 2 हायड्रौक्सो यूनिट के अतिरिक्त एक ग्लूटामेट 144 से ब्रिज के माध्यम से जुड़े होते है क्रिस्टल की यह संरचना असाधारण किंतु रोचक है यह आयरन केंद्र असममित किंतु दिलचस्प केंद्र होते है जो मीथेन को सक्रिय बना देते है यह एक्टिव साइट ही मीथेन को मीथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते है हम जिस एक्टिव साइट की चर्चा कर रहे थे उनके द्वारा की जानेवाली अभिक्रियाएं और इनकी कार्यविधि इस स्लाइड के माध्यम से दर्शाइ गई है लेकिन इस कार्यविधि में कुछ संशोधन भी किए गए है इस स्लाइड पर इन विशाल क्रिस्टल और अभिक्रिया में उत्पन्न इंटरमीडीएट या स्पीशीज़ की एक्टिव साइट को संक्षिप्त में दर्शाया गया है सर्वप्रथम सक्रिय इंटरमीडीएट आयरन II आयरन II अवस्था में ऑक्सिजन से अभिक्रिया कर मिश्रित आयरन II आयरन III सुपरऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है जिसका अपचयन होता है इस सुपरऑक्सो अर्धांश का एक बार फिर अपचयन होता है और यह आयरन III आयरन III डाय परऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है यह स्पीशीज़ ही सबस्ट्रेट हायड्राक्सीलेशन के लिए जिम्मेदार होते है यह भी सुझाव दिया गया है की यह स्पीशीज़ ऑक्सिजन के निर्माण या ऑक्सिजन बॉन्ड क्लीवेज कर आयरन IV आयरन IV डाय ऑक्सो स्पीशीज़ बनाते है यह माना जाता है कि यह डाय ऑक्सो स्पीशीज़ मीथेन से अभिक्रिया कर इसे मीथेनॉल में परिवर्तित कर देता है यदि आप देखें तो यह परऑक्सो इंटरमीडीएट और आयरन IV बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडीएट iron IV bis mu oxo intermediateMMOHQ बिलकुल अलग स्पीशीज़ है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तो भिन्न होते ही है इनके साथ साथ इनका स्पेक्ट्रल विशेषता भी अलग होता है जो इनके गुणों को स्पष्ट करता है यह MMOHperoxo MMOHoxoऔर बिस म्यू ऑक्सो स्पीशीज़ स्पैक्ट्रोस्कोपिक तकनीक की विधि के माध्यम से पूर्णतः विश्लेषण द्वारा प्रमाणित किए गए हैं यहाँ बिस म्यू ऑक्सो स्पीशीज़ मीथेन से हायड्रोजन को निष्कासित कर हायड्रोक्सो ब्रिज स्पीशीज़ बनाता है यह बिस म्यू ऑक्सो स्पीशीज़ हाइड्रोक्सो ब्रिज स्पीशीज़ बनाता है और फिर मीथेन मीथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है लेकिन इस कार्यविधि में कुछ संशोधन भी किए गए है जहाँ यह प्रस्ताव दिया गया है कि आयरन IV आयरन IV डाइ ऑक्सो इंटरमीडीएट प्रकृतिक रूप से एक नया इंटरमीडीएट बनाता है यह नया इंटरमीडीएट Q ही शायद ऑक्सो हायड्रोक्सी होता है जिसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध नहीं है और शायद यह स्पीशीज़ ही सही हायड्रॉक्सीलेशन के रसायन के लिए जिम्मेदार होते है हम इन अभिक्रियाओं के स्टेप्स को और नज़दीक से देखेंगे यह संशोधित कार्यविधि में इस एंज़ाइम में उपस्थित परऑक्सो इंटरमीडीएट की अहम भूमिका दर्शाइ गई है क्योंकि यह इंटरमीडीएट सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया कर सीधे डाय हाइड्रोक्सो इंटरमीडीएट बनाता है और या दूसरी कार्यविधि द्वारा यह ऑक्सो इंटरमीडीएट बनाता है जो आगे शायद एक नया इंटरमीडीएट ऑक्सो हायड्रोक्सी के माध्यम से पुनः डाय हायड्रोक्सो इंटरमीडीएट बनाता है यदि हम सारांश में देखें तो इस क्रियाविधि में हम अपचयित अवस्था डाय आयरन से प्रारम्भ करते है जो ऑक्सिजन से अभिक्रिया कर आयरन II आयरन III सुपरऑक्सो स्पीशीज़ की मिश्रित स्पीशीज़ बनाते है यह आयरन II आयरन III सुपरऑक्सो स्पीशीज़ अपना दूसरा आयरन जो II अवस्था में है उसे ऑक्सिजन अर्धांश द्वारा अपचयित कर आयरन III आयरन III परऑक्सो इंटरमीडीएट बनाता है यह इंटरमीडीएट सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया कर सीधे डाय हाइड्रोक्सी आयरन III इंटरमीडीएट बनाता है या अन्य विकल्प के माध्यम से यही परऑक्सो इंटरमीडीएट ऑक्सिजन बॉन्ड क्लीवेज कर बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडीएट बनाता है जो आगे जाकर वही डाय हायड्रोक्सो इंटरमीडीएट बनाता है यह परऑक्सो इंटरमीडीएट दोनों ही अवस्था में डाय हाइड्रोक्सो इंटरमीडीएट बनाता है मुझे लगता है कि स्लाइड पर यह दोनों पुरानी और संशोधित कार्यविधि को समझने में आपको कोई समस्या नहीं है अब हम आयरन IV आयरन IV डाय ऑक्सो इंटरमीडीएट से आगे के स्टेप को समझेंगे इसके लिए हमें शायद इस इंटरमीडीएट की अभिक्रिया में हस्तक्षेप कर इसकी अतिक्रियाशीलता और अभिक्रिया की गति को समझना होगा हम इस विशेष स्टेप को स्लाइड पर देखें यह कार्य प्रोफेसर लिप्पर्ड द्वारा किया गया था आप जो स्लाइड और प्रेज़ैन्टेशन देख रहें है वह प्रोफेसर लिप्पर्ड द्वारा लिखित पुस्तक एवं इनके ऑन लाइन उपलब्ध मैटीरियल के माध्यम से प्राप्त किया गया है यह आयरन IV आयरन IV डाय ऑक्सो इंटरमीडीएट अपना विशेष एवं अनोखा स्पेक्ट्रा देता है जिसका गहन अध्ययन किया गया है हम यह समझने की कोशिश कर रहें है कि किस प्रकार यह इंटरमीडीएट मीथेन से अभिक्रिया कर मिथेनॉल बनाता है क्योंकि इस पूर्ण कार्यविधि में यह कार्य ही सक्रियता से होता है हम यह जानने की कोशिश कर रहे है कि यह इंटरमीडीएट कब बनाता है और यह कब मीथेन से अभिक्रिया करता है यहाँ प्रश्न यह है कि इस क्रियाविधि के कौन से स्टेप पर मीथेन अभिक्रिया करता है और मिथेनॉल बनाता है हम जानते है की संभवतः यह आयरन IV आयरन IV डाय ऑक्सो इंटरमीडीएट ही है किंतु क्या हम इस इंटरमीडीएट को पृथक कर अलग से उत्पन्न कर सकते है जैसा आप जानते है यह सभी इंटरमीडीएट अतिक्रियाशील होते है और मिलीसैकेन्ड में ही अभिक्रिया कर लेते है इस अध्ययन के लिए एक विशेष तकनीक तैयार की गई है जो एक प्रकार से इन अतिक्रियाशील स्पीशीज़ को पकड़ने या ट्रेपिंग के लिए उपयोगी होती हैऔर या इन स्पीशीज़ को बनाने में सहयोग प्रदान करती है इस तकनीक कि व्यवस्था शायद इस प्रकार के स्टेप्स के अध्ययन के लिए अनुकूल होती है फिर भी यह अभिक्रिया आसान नहीं होती इस स्लाइड पर दृश्य यह व्यवस्था डबल मिक्सिंग स्टॉप्ड लो कायनैटिक स्टडी कहलाती है यहाँ इंटरमीडीएट Q मीथेन से अभिक्रिया करता है और मिथेनॉल बनाता है यहाँ हम इंडिपेनडेंट पुश प्लेट्स की पहली सिरिंज में रिड्यूस्ड प्रोटीन सौल्यूशन लेते हैं यह रिडीयूस्ड प्रोटीन सौल्यूशन वास्तव में आयरन II आयरन II सौल्यूशन होता है जैसा की स्लाइड में दृश्य है इसके निकट इसी इंडिपेनडेंट पुश प्लेट पर स्थित दूसरी सिरिंज में डाइ ऑक्सिजन का संतृप्त बफर विलयन लेते हैं यह दोनों रिडीयूस्ड स्पीशीज़ और ऑक्सिजन की सिरिंज एक ही पुश प्लेट पर स्थित होती है जैसा स्लाइड पर चित्रित है इसी प्रकार एक अन्य इंडिपेनडेंट पुश प्लेट पर सबस्ट्रेट यानि मीथेन और अतिरिक्त बफर की दो और सिरिंज होती है अब हम जैसे ही इस अभिक्रिया को प्रारम्भ करेंगे तो क्रम अनुसार इसमें इंटरमीडीएट बनना प्रारम्भ हो जाएंगे जिन्हें हम UV विज़िबल स्पेक्ट्रा द्वारा अध्ययन कर सकते है क्योंकि इन इंटरमीडीएट का जीवन काल बहुत कम होता है तो यह भी संभव है हम इन में से कोई भी इंटरमीडीएट को देखने में असमर्थ रहें यदि हम इस संपूर्ण अभिक्रिया को स्पेक्ट्रल अध्ययन द्वारा देखें और स्पेक्ट्रा की रिकॉर्डिंग को ट्रैक करें तो हमें 30 मिलीसैकेन्ड बाद आयरन III आयरन III परऑक्सो इंटरमीडीएट का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होगा और अगर इस अभिक्रिया को जारी रखा जाए तो 500 मिलीसैकेन्ड बाद हमें आयरन IV आयरन IV डाय ऑक्सो इंटरमीडीएट का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है इसका तात्पर्य यह है कि यह दोनों स्पीशीज़ का निर्माण और अपघटन UV विज़िबल स्पेक्ट्रा में पीक द्वारा रिकॉर्ड होता है यह निर्माण और अपघटन की घटना आयरन III आयरन III परऑक्सो इंटरमीडीएट के लिए 30 मिलीसैकेन्ड बाद और आयरन IV आयरन IV डाय ऑक्सो इंटरमीडीएट के लिए 500 मिलीसैकेन्ड बाद स्पेक्ट्रा पीक द्वारा स्पष्ट दिखती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस समय अपनी स्पेक्ट्रल रिकॉर्डिंग शुरू करते है हमें इन इंटरमीडीएट की कार्यशीलता की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होती है क्योंकि इनके पीक का विश्लेषण UV विज़िबल स्पेक्ट्रा द्वारा अध्ययन किया गया है आपने देखा था यह दोनों रिडीयूस्ड स्पीशीज़ और ऑक्सिजन की सिरिंज एक ही पुश प्लेट पर स्थित होती है यदि आप अपचयित यौगिक से प्रारम्भ करते है और इसकी अभिक्रिया ऑक्सिजन से करते है तो हमें इंटरमीडीएट का निर्माण होना प्रारम्भ हो जाता है इस अध्ययन की व्यवस्था में विशेष बात यह है की सबस्ट्रेट की सिरिंज दूसरे पुश प्लेट पर स्थित होती है यदि हम अभिक्रिया के 30 मिलीसैकेन्ड बाद सबस्ट्रेट की सिरिंज को पुश करके इसे अभिक्रिया में समाविष्ट करते है तो यह परऑक्सो मीथेन से अभिक्रिया करेगा और यदि सबस्ट्रेट को 500 मिलीसैकेन्ड बाद समाविष्ट करते है तो यह आयरन IV आयरन IV डाय ऑक्सो इंटरमीडीएट या इंटरमीडीएट Q से अभिक्रिया करेगा इन दोनों इंटरमीडीएट की सबस्ट्रेट S से अभिक्रिया स्लाइड पर देखी जा सकती है यहाँ इन दोनों स्थितिओं में जब सबस्ट्रेट को अभिक्रिया में समाविष्ट करना होता है तो इसका सही समय महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है तथा यह पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में भी होता है यदि हम इसे 30 मिलीसैकेन्ड या इससे थोड़ा कम समय की काल अवधि से प्रोग्राम करें तो यह प्रोग्राम समय पर इस सबस्ट्रेट की सिरिंज की प्लेट को पुश करेगा यह दोनों पदार्थ मिक्सिंग चेम्बर में तय समय अनुसार पहुँच कर अभिक्रिया करते है और नया इंटरमीडीएट बनाता हैजिसको UV विज़िबल स्पेक्ट्रा द्वारा प्रमाणित किया जाता है यह उपकरण बहुत कीमती होते है किंतु पूर्ण व्यवस्थित होते है और यह इन अतिक्रियाशील इंटरमीडीएट को सटीक रूप से प्रमाणित कर लेते है यदि आप इस उपकरण को 500 मिलीसैकेन्ड या इससे थोड़ा कम समय की काल अवधि से प्रोग्राम करें तो यह रिडीयूस्ड सौल्यूशन और डाय ऑक्सिजन का संतृप्त बफर विलयन की अभिक्रिया 500 मिलीसैकेन्ड तक होगी और इस समय अवधि में मिक्सिंग चेम्बर में हमें इंटरमीडीएट Q प्राप्त होगा अगर इसी प्रोग्राम समय पर इस सबस्ट्रेट की सिरिंज की प्लेट को पुश करेंगें तो जैसा आपको मालूम है यह इंटरमीडीएट Q मिक्सिंग चेम्बर में दो विकल्प द्वारा कार्यविधि कर सकता है पहली कार्यविधि में यह मीथेन से तेज़ी से अभिक्रिया करेगा और दूसरी क्रियाविधि में यह धीमी गति से बिस म्यू ऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है जैसा स्लाइड में दर्शाया गया है इस उपकरण के मौनिटर पर हमें परऑक्सो स्पीशीज़ का विश्लेषित बैंड 720 नैनोमीटर और इंटरमीडीएट Q का विश्लेषित बैंड 420 नैनोमीटर पर स्पष्ट रूप से दृश्य होता है यह दोनों इंटरमीडीएट परऑक्सो स्पीशीज़ और इंटरमीडीएट Q के दो बैंड द्वारा हम इन दोनों को प्रमाणित कर सकते है अगर आप स्लाइड पर देखें तो यहाँ आयरन II आयरन II की अपचयित स्पीशीज़ ऑक्सिजन से मिक्सिंग चेम्बर में अभिक्रिया करते है और बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडीएट बनाते है यह बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडीएट वही है जिसको हम इस कार्यविधि द्वारा खोजने की कोशिश कर रहे है यदि आयरन II आयरन II का अपचयित स्पीशीज़ और ऑक्सिजन को मिक्सिंग चेम्बर में 500 मिलीसैकेन्ड तक अभिक्रिया करने दिया जाए तो यह इंटरमीडीएट Q बनाते हैंजैसा स्लाइड पर दिख रहा है अब अगर 500 मिलीसैकेन्ड के बाद मीथेन सबस्ट्रेट की सिरिंज को पुश करके इसे अभिक्रिया में समाविष्ट करते है तो यह इंटरमीडीएट Q से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है अगर हम UV विज़िबल स्पेक्ट्र द्वारा इंटरमीडीएट Q के बैंड को देखें तो यह 420 नैनोमीटर पर स्पष्ट रूप से दिखता है आइए हम कुछ प्रायोगिक अध्ययन करें पहले स्लाइड पर बाएं ओर देखें इस ग्राफ में समय बनाम अवशोषणांक ऐबज़ौरबैन्स का प्लॉट देखें तो यह स्पष्ट होता हैं समय के साथ ऐबज़ौरबेन्स लगातार घटती जाती है और दाहिनी ओर के ग्राफ में मीथेन की सांद्रता बनाम मीथेन के ऐबज़ौरबेन्स kabs को देखें तो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है यह कोई एक प्रयोग नहीं है हम मीथेन की सांद्रता में परिवर्तन कर कई प्रयोग कर सकते है और इसे प्लॉट द्वारा चित्रित कर सकते है हमने इस दाहिनी ओर के ग्राफ में मीथेन की सांद्रता को बदल बदल कर इसका अध्ययन किया और प्रत्येक रिज़ल्ट को ग्राफ पर चिह्नित किया तथा प्रत्येक प्रयोग में अन्य सभी स्थितियों को सामान्य या कौन्सटेंट रखने से हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है हमने देखा किस प्रकार 500 मिलीसैकेन्ड के बाद इंटरमीडीएट Q प्राप्त होता है और इसके पश्चात मीथेन सबस्ट्रेट के मिश्रण में मीथेन की सांद्रता को परिवर्तित कर अलग अलग रीडिंग को प्लॉट पर चिह्नित किया जाता है अगर प्रयोग में मीथेन को ड्यूटेरियम CD4 द्वारा परिवर्तित कर दे और इसका रिज़ल्ट भी प्लॉट करें और इन दोनों प्रयोगों से प्राप्त रिज़ल्ट्स की तुलना करें तो kH kD का मान या वैल्यू 26 प्राप्त होती है जैसा स्लाइड में दिया है इस कार्यविधि में Hoxo इंटरमीडीएट बनता है जैसा की स्लाइड की अभिक्रिया में दृश्य है हमने विभिन्न सांद्रता के मीथेन और ड्यूटेरियम की अभिक्रिया का अध्ययन किया इस मीथेन की सांद्रता को मीथेन सबस्ट्रेट सिरिंज में बदल बदल कर अलग अलग प्रयोग द्वारा प्राप्त सभी रीडिंग को रेकॉर्ड कर प्लॉट करने पर ग्राफ निर्मित होता है इसी प्रकार सबस्ट्रेट सिरिंज में ड्यूटेरियम की भी अलग अलग सांद्रता से अलग अलग प्रयोग द्वारा रीडिंग को रेकॉर्ड कर प्लॉट करने पर ग्राफ निर्मित किया जाता है जैसा स्लाइड पर दृश्य है इन दोनों प्लॉट से कायनैटिक आइसोटोपिक इफ़ैक्ट वैल्यू 26 प्राप्त होती है जो हाय वैल्यू होती है यह हाय कायनैटिक आइसोटोपिक इफ़ैक्ट वैल्यू यह भी संकेत देता है कि इसकी कार्यविधि में टनल इफ़ैक्ट के प्रभावित का भी योगदान है यहाँ C H बॉन्ड का पृथक्करण और सक्रियता का योगदान रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है जो मीथेन से मिथेनॉल के निर्माण में अत्यंत जटिल और निर्णायक स्टेप होता है इस कैइनैटिक आइसोटोपिक इफ़ैक्ट के अध्ययन द्वारा हमें हाय वैल्यू अभिक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है यहाँ C H बॉन्ड की सक्रियता ही अत्यंत जटिल और निर्णायक स्टेप होता है हम अब इसकी कार्यविधि को समझेंगे इस अभिक्रिया की विभिन्न कार्यविधि हो सकती हैं इनमें से दो सबसे विश्वसनीय कार्यविधि को स्लाइड पर चित्रित कर समझाने का प्रयास किया गया है इसका उल्लेख जनरल ऑफ अमेरिकन कैमिकल सोसाइटी 200212414608 द्वारा प्राप्त किया गया है इस स्लाइड पर चित्रित प्रस्तुति में व्यवस्थात्मक संस्करण दर्शाया गया है जिसमें डाइ आयरन केंद्र पर स्थित दोनों आयरन 2 ऑक्सो ब्रिज द्वारा बाइंड होते है यह बिस म्यू ऑक्सो स्पीशीज़ कहलाती है इस स्पीशीज़ के निकट स्थित मीथेन इससे अभिक्रिया करता है इसमें सर्वप्रथम C H बॉन्ड को अभिक्रिया के लिए सक्रिय करना होता हैजो की एक सामान्य किंतु अत्यंत कठिन स्टेप होता है इस कार्य के लिए इसकी हाइ कायनैटिक आइसोटोपिक इफ़ैक्ट वैल्यू सहयोग करती है इसका मान 26 होने की वजह से यह मीथेन का ऐबज़ौरबेन्स तेज़ी से करता है इसका ट्राज़ीशन स्टेट पर मीथेन बॉन्ड बनता है और साथ साथ इसका C H बॉन्ड टूटना शुरू होता है और इसके टूटने के पहले OH बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है इसका तात्पर्य यह है की ट्राज़ीशन स्टेट में C H बॉन्ड का टूटना और OH बॉन्ड का बनना लगभग एक साथ होता है आगे यह कार्यविधि दो मार्ग द्वारा संभव हो सकती है किंतु इन दोनों मार्गों के लिए यह ट्राज़ीशन स्टेट समान होता है इसमें प्रथम मार्ग कॉन्क्रीट अभिक्रिया कार्यविधि कॉन्क्रीट रिऐक्शन मैकैनिस्म होता है बॉन्ड का टूटना और जुड़ना एक साथ होता है और इसमें कोई भी रैडिकल या रैडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनता यहाँ C H बॉन्ड का टूटना और OH बॉन्ड का बनना एक साथ होता है और इसमें मेथाइल CH3 ग्रुप भी O और H से बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है इसलिए इसमें कोई भी फ्री रैडिकल या रैडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनता यही कारण है हम इसे कॉन्क्रीट रिऐक्शन मैकैनिस्म कहते है इस प्रथम मार्ग में आप देखे कि यह आयरन IV बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडीएट या इंटरमीडीएट Q मीथेन से अभिक्रिया कर इसका एक C H बॉन्ड को तोड़ते या ब्रेक करते है और इसका H ऑक्सिजन की ओर पलायन कर OH बॉन्ड बनाता है कॉनक्रीट रिएक्शन मैकैनिस्म में OH बॉन्ड का बनना C H बॉन्ड का टूटना और उत्पन्न नया CH3 के कार्बन का ऑक्सो ग्रुप के एक ऑक्सिजन से CO बॉन्ड का बनना सब एक साथ होता है यह कॉनक्रीट रिएक्शन मार्ग उच्च ऊर्जा मार्ग या हायर एनर्जी पथवेय द्वारा मीथेनॉल उत्पाद बनाता है यहाँ कॉनक्रीट रिएक्शन मार्ग के अंत में मीथेन बाउण्ड इंटरमीडीएट बनता है इस यौगिक के पृथक होने से मीथेनॉल प्राप्त होता है यहाँ अन्य विकल्प क्रियाविधि का प्रारम्भ भी इंटरमीडीएट Q से होता है और इसका भी यही ट्राज़ीशन स्टेट होता है यहाँ भी CH बॉन्ड का टूटना और OH बॉन्ड का बनना होता है लेकिन यहाँ OH बॉन्ड के बनने के साथ इंटरमीडीएट Q O OH बनता है यह Q इंटरमीडीएट के साथ साथ CH3 रैडिकल भी बनता है यह CH3 रैडिकल तत्पश्चात OH से अभिक्रिया कर मीथेनॉल कॉम्प्लेक्स इंटरमीडीएट बनाता है जो अंततः टूट कर मीथेनॉल बनाता है हम अगली कक्षा में देखेंगे की किस प्रकार यह इंटरमीडीएट बनते है और आगे बढ़कर अभिक्रिया करते है आपने यहाँ जो अभिकलनात्मक विवरण देखा वह प्रोफेसर लिप्पर्ड एंड ग्रुप के रिसर्च पेपर द्वारा प्राप्त किया गया था आप मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंज़ाइम या बैक्टीरियल बहूघटकीय मोनोऑक्सीजिनेस एंज़ाइम द्वारा मीथेन से मीथेनॉल बनाने और ऐसी ही समान एंज़ाइम जो इसी प्रकार की आकर्षक रासायनिक अभिक्रियाएं करती है उसका अध्ययन करते रहें जैसे मीथेन से मीथेनॉल बेंज़ीन टॉलीन से हाइड्रोक्सी टॉलीन फ़िनौल से कैटीकॉल औलिफ़िन से इपौक्साइड और ऐसी ही विभिन्न अभिक्रियाएं जो नॉन हीम आयरन केंद्र द्वारा संभव होती है हम अगली कक्षा में इन अभिक्रियाओं की कार्यविधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे